इसलिए हम कम बिजली डिजाइन पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं यदि आप हमारे पिछले व्याख्यान में याद करते हैं तो हमने मूल रूप से CMOS सर्किट में बिजली अपव्यय के विभिन्न स्रोतों के बारे में बात की थी और इस व्याख्यान में हम इस बात पर कुछ चर्चा शुरू कर रहे हैं कि हम वास्तव में कुछ डिज़ाइन परिवर्तन कुछ डिज़ाइन नियमों का पालन करते हुए डिज़ाइन में बदलाव करके बिजली अपव्यय को कैसे नियंत्रित या कम कर सकते हैं ऐसी विभिन्न तकनीकें हैं हम उन्हें एक एक करके देखेंगे इसलिए आज यहां चर्चा का विषय पावर को कम करने की तकनीक है इसलिए हम देखेंगे कि जब मैं तकनीकों के बारे में बात करता हूं तो ये तकनीक उपकरण के दोनों स्तरों पर मतलब ट्रांजिस्टर स्तर पर काम कर सकती है और यह भी कि वे बहुत उच्च डिजाइन स्तरों पर काम कर सकते हैं आर्किटेक्चर के स्तर पर भी हो सकते हैं इसलिए जब भी आप उच्च स्तर पर भी एक सर्किट डिजाइन कर रहे हैं तो आप कुछ डिजाइन निर्णय ले सकते हैं जो अंततः बिजली के अपव्यय को काफी महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित कर सकते हैं इसलिए ऐसा नहीं है कि एक बार जब हमारे पास ट्रांजिस्टर स्तर का सर्किट होता हैतब ही आप केवल बिजली की चिंता करते हैं न कि बहुत उच्च स्तर पर जब आप सर्किट डिजाइन कर रहे होते हैं यह व्यवहार स्तर पर भी हो सकते हैं कुछ तकनीकें हैं हम उनमें से कुछ के बारे में बात करेंगे आप उनका अनुसरण कर सकते हैं या अपना सकते हैं ताकि बाद में जब हमारे पास अंतिम सर्किट काम हो तो आपके पास बिजली के अपव्यय पर बेहतर नियंत्रण हो इसलिए जिन तकनीकों के बारे में हम बात कर रहे हैं वे मुख्य रूप से डायनेमिक पावर को कम करने के लिए और यहाँ स्थैतिक पावर को कम करने के लिए होंगी इसलिए डायनेमिक पावर में कमी के लिए हमें उस एक्सप्रेशन को याद करने दें जो आपने हमारे पिछले व्याख्यान के दौरान प्राप्त की थी हमने कहा था कि एक सामान्य CMOS गेट के लिए डायनेमिक पावर अपव्यय इस तरह की एक्सप्रेशन द्वारा दिया जाता है अल्फा एक्टिविटी फैक्टर है कितनी बार आउटपुट अपनी स्थिति बदल रहा है जिसका अर्थ है कि यह चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा है C लोड कैपेसिटेंस है VDD पावर सप्लाई वोल्टेज और F क्लॉक फ्रिकवेंसी है अब जब आप कम करने की बात कर रहे हैं तो हम इन 4 मापदंडों में से किसी एक को भी कम कर सकते हैं तो इन रणनीतियों में इस सभी 4 की कमी शामिल हो सकती है इसलिए जब हम कहते हैं कि हम एक्टिविटी फैक्टर को कम करना चाहते हैं तो क्लॉक गेटिंग स्लीप मोड जैसी तकनीकें हैं हम देखेंगे कि इसे अपनाया जा सकता है क्लॉक गेटिंग का अर्थ है कभी कभी हमें आवश्यकता नहीं होती है आप क्लॉक को सर्किट में आने से रोक सकते हैं तो अगर क्लॉक को निष्क्रिय किया जा सकता है तो गतिविधियां भी बंद हो जाएंगी इसलिए अल्फा मान स्वाभाविक रूप से नीचे चले जाएंगे तो इसी तरह आप C और छोटे ट्रांजिस्टर छोटे तारों छोटे फैन आउट के बाहरी तकनीको को आज़मा सकते हैं और लोड कैपेसिटेंस को कम करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं VDD को कम करना बहुत महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि यह वर्ग के रूप में दिखाई दे रहा है तो आपूर्ति वोल्टेज को कम करना भी एक बहुत ही सामान्य तकनीक है लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही आप आपूर्ति वोल्टेज को कम करते हैं आपकी डिले भी बढ़ने लगती है तो यह एक ट्रेड ऑफ की तरह है और हां अंतिम रूप से आप स्वीकार्य स्तरों से परे प्रदर्शन का त्याग किए बिना फ्रीक्वेंसी को काफी हद तक कम कर सकते हैं तो आपके सर्किट में एक पावर डाउन मोड हो सकता है जो स्वचालित रूप से फ्रीक्वेंसी अधिकार को कम कर देगा अब स्थैतिक पावर को कम करने के लिए आपको याद है कि जब भी आउटपुट का स्विचिंग होता है तो स्थैतिक पावर की खपत होती है तो क्षण भर के लिए दोनों पुल अप और पुल डाउन संचालित हो रहे हैं तो हम कई तकनीकों के संयोजन का उपयोग कर सकते हैं इसलिए हम रेशियो सर्किट का उपयोग कर सकते हैं रेशियो सर्किट का अर्थ पारंपरिक CMOS प्रकार का सर्किट होता है जहां एक पुल अप नेटवर्क और एक पुल डाउन नेटवर्क होता है इसलिए यह डायनेमिक CMOS के विपरीत है जैसा कि मैंने कहा था कि जहां पुल अप नेटवर्क केवल सिंगल ट्रांजीशन है ऐसा नहीं है तो आउटपुट वोल्टेज एक सर्किट से लिया जाता है जो वोल्टेज डिवाइडर की तरह दिखता है जो आमतौर पर हम एक रेशियो सर्किट के रूप में संदर्भित करते हैं इसलिए जब भी हम पर रेशियो सर्किट है तो श्रृंखला में कई गेट्स होंगे तो इस तरह की स्विचिंग कर्रेंटस के प्रवाह की संभावना कम हो जाएगी जिससे स्वतः रूप से कम हो जाएगा और चुनिंदा रूप से हम कम थ्रेसहोल्ड उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं इसलिए यदि आप ट्रांजिस्टर के थ्रेशोल्ड वोल्टेज को कम करते हैं तो यह स्थैतिक पावर भी कम हो जाती है यह तकनीकों में से एक है और निश्चित रूप से स्थैतिक पावर में लीकेज करंट भी शामिल है इसलिए लीकेज रिडक्शन तकनीक में कई तरीके भी शामिल हैं जैसे स्टैक्ड डिवाइसेस का अर्थ है ट्रांजिस्टर की एक श्रृंखला बॉडी बायस हम सब्सट्रेट बायस वोल्टेज को बदलते हैं तापमान ऑपरेशन को कम करते हैं कई तकनीकें हैं क्योंकि ये लीकेज करंट को सीधे प्रभावित करते हैं इसलिए कई तकनीकें हो सकती हैं वहाँ तो आइए हम एक एक करके तरीकों को देखें पहले हमें थोड़ा पीछे जाने दें हम क्लॉक के गेटिंग दृष्टिकोण को देखते हैं जो अल्फा को कम करने का एक तरीका है तो परिसर एक सर्किट में बिजली अपव्यय सिग्नल ट्रांजिशन गतिविधि या अल्फा पर बहुत अधिक निर्भर है क्लॉक गेटिंग क्या यह मूल रूप से शामिल है तो हम एक अवलोकन करते हैं कि क्लॉक एक सिग्नल है जो पूरे सिस्टम के मस्तिष्क की तरह काम करता है इसलिए जब भी क्लॉक का ट्रांजिशन होता है सभी सर्किट तत्व सिंक्रोनिज्म में काम करते हैं तो यह वह क्लॉक है जो सर्किट के विभिन्न भागों में गतिविधियों को चालू कर रही है इसलिए सहजता से बोलें अगर आपको लगता है कि सर्किट का एक हिस्सा है जो वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उस हिस्से पर पूरी तरह से क्लॉक को क्यों नहीं स्विच ऑफ करें तो कम से कम उस हिस्से पर सिग्नल स्विचिंग गतिविधि बंद हो जाएगी इसलिए बिजली की खपत कम हो जाएगी यह क्लॉक के गेटिंग के पीछे मूल विचार है लेकिन एक बात हमें याद है इसलिए यदि आप परीक्षण इंजीनियर हैं यदि आपका कार्य परीक्षण करना है तो आप संभवतः कहेंगे कि क्लॉक गेटिंग एक अच्छा विचार नहीं है यदि आप गैटिंग करते हैं तो संभवतः परीक्षण का कार्य और अधिक कठिन हो जाएगा क्योंकि अगर उस गेट में कुछ त्रुटि के कारण क्लॉक सब एक साथ सब सर्किट तक पहुंचने से रुक जाता है फिर मेरे पास उस उप सर्किट का परीक्षण करने का कोई तरीका नहीं होगा लेकिन कम पावर के विचारों से क्लॉक गेटिंग को पावर को कम करने के लिए एक बहुत ही सरल तकनीक माना जाता है तो यह फिर से ट्रेड ऑफ की बात है तो आप वास्तव में क्या चाहते हैं इसलिए मैं जो कह रहा हूं वह है हम उन कार्यात्मक मॉड्यूल से क्लॉक सिग्नल को बंद कर देते हैं जो सक्रिय नहीं हैं इसमें कुछ अतिरिक्त हार्डवेयर शामिल हो सकते हैं और इस अतिरिक्त हार्डवेयर के कारण क्लॉक सिग्नल में कुछ अतिरिक्त डिले या स्कू हो सकता है यह भी आपको ध्यान में रखना होगा तो हम कहते हैं मान लें कि मेरे पास इस तरह का एक सरल परिदृश्य है जहां एक सर्किट ब्लॉक है तो मेरे पास एक रजिस्टर है जहां इनपुट वहां से लोड किया गया है यह कार्यात्मक इकाई को फीड किया जाता है और रजिस्टर एक क्लॉक द्वारा लोड किया जाता है इसलिए इस क्लॉक के बजाय सीधे रजिस्टर को फीडिंग के लिए मैं एक अन्य सिग्नल का भी उपयोग कर रहा हूंमैं एक सिग्नल डिसएबल का उपयोग कर रहा हूं जो क्लॉक को सिलेक्टिवली इनेबल या डिसएबल करता है इसलिए जब मुझे पता है कि फंक्शनल यूनिट की आवश्यकता नहीं होगी तो मैं डिसएबल सिग्नल को 1 पर सेट करूंगा ताकि इस OR गेट का आउटपुट एक कांस्टेंट हो रजिस्टर की वैल्यू नहीं बदलेगी और इसलिए फंक्शनल यूनिट में कोई सिग्नल ट्रांजिशन नहीं होगा तो गेट क्लॉक को सिलेक्टिवली डिसएबल कर सकता है लेकिन निश्चित रूप से क्लॉक को डिसएबल करने के लिए आपको कुछ अतिरिक्त लॉजिक की आवश्यकता होगी क्योंकि इस परिदृश्य के आधार पर आपको यह तय करना और समझना होगा कि कब इस फंक्शनल यूनिट की आवश्यकता होगी और कब इसकी आवश्यकता नहीं होगी इसलिए आपको सिग्नल उत्पन्न करने के लिए कुछ अतिरिक्त लॉजिक और कुछ अतिरिक्त कंट्रोल यूनिट की आवश्यकता होती है तो वे अतिरिक्त सर्किट भी अतिरिक्त बिजली का उपभोग कर सकते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि यह क्लॉक नेटवर्क है जब आप डिजाइन करते हैं तो हम इसे पहले और अधिक विस्तार से देखते हैं हम डिले को संतुलित करने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे पास 0 स्कू क्लॉक नेटवर्क हो कम से कम एक तक स्तर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि क्लॉक के सिग्नल एक ही समय में सभी n टर्मिनलों तक पहुंचें लेकिन यहाँ क्या होता है हमने एक अतिरिक्त OR गेट डाला है तो यह क्लॉक सिग्नल एक अतिरिक्त गेट डिले से डिले हो रही है इसलिए एक अतिरिक्त स्कू होगा तो डिजाइन की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए स्कू विश्लेषण करना आवश्यक हो सकता है लेकिन एक चीज जो आप कर सकते हैं आप एक क्लॉक नेटवर्क के लिए देखते हैं आपको याद है कि आपके पास बहुत सारे बफ़र्स हैं अब बफ़र्स में से एक को आप इस OR गेट से बदल सकते हैं फिर कम से कम डिले संतुलित होगी उस बफर में कुछ डिले हो रही थी बजाय बफर के अब यह OR गेट चित्र में आ रहा है यह OR गेट डिले का कारण होगा है डिले समान रहेगा आप क्लॉक नेटवर्क में कुछ बदलाव कर रहे हैं उस OR गेट को संशोधित कर सकते हैं उस बफर को संशोधित कर सकते हैं या OR गेट द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं यह एक संभव रणनीति है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं ताकि स्क्रू समस्या उत्पन्न न हो तो यह दूसरा आम तरीका वोल्टेज की आपूर्ति में कमी है यह अधिक प्रभावशाली है क्योंकि आप देखते हैं कि डायनेमिक पावर इस आपूर्ति वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है अब कई अप्रोच हैं जिनका पता लगाया गया है स्टैटिक अप्रोच डायनेमिक अप्रोच भी स्टैटिक अप्रोच कहता है आप अपने सर्किट का विश्लेषण करते हैं इसलिए मैंने पहले कहा था कि आप आपूर्ति वोल्टेज को कम कर सकते हैं जो आपके सर्किट को कम बिजली की खपत करेगा लेकिन साथ ही आपका सर्किट धीमा हो जाएगा तो आप अपने सर्किट का विश्लेषण कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि सर्किट के कौन से हिस्से डिले के मामले में क्रिटिकल नहीं हैं आप संभवतः समग्र प्रदर्शन को प्रभावित किए बिना उन्हें थोड़ा धीमा कर सकते हैं इसलिए यदि आप उन उप सर्किटों की पहचान कर सकते हैं तो उन ब्लॉकों या उप सर्किटों के लिए बिजली की आपूर्ति को कम कर सकते हैं यह मूल विचार है और आप इसे डिज़ाइन स्तर पर ही स्टैटिकली रूप से करते हैं यह तथाकथित स्टैटिक अप्रोच है स्टेटिक अप्रोच का कहना है कि विभिन्न फंक्शनल ब्लॉकों के बीच में आपूर्ति वोल्टेज का वितरण पहले से तय है डायनेमिक अप्रोच जैसा आप कह सकते हैं आपके पास एक प्रोसेसर में एक निर्देश है हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इसे निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकता है कि प्रोसेसर का वर्तमान पावर मोड क्या होगा पावर अप पावर डाउन हाई स्पीड स्लो स्पीड आप पावर मोड को गतिशील रूप से कुछ अर्थों में परिभाषित कर सकते हैं इसलिए यहां पावर वोल्टेज को आवश्यकतानुसार बदला जा सकता है तो आइए हम इन अप्रोच में से कुछ को सचित्र रूप से देखें स्थैतिक वोल्टेज में कमी मैं यहां एक सरल उदाहरण से स्पष्ट कर रहा हूं मान लीजिए कि एक सर्किट है मेरे पास 3 फंक्शनल मॉड्यूल हैं ये इस 3 आयताकार ब्लॉकों द्वारा दिखाए गए हैं आइए हम यह मान लें कि मुझे इस सेंट्रल ब्लॉक को तेज करने की आवश्यकता है लेकिन ये दो ब्लॉक मुझे बुरा नहीं लगता अगर वे धीमी गति से चल रहे हैं तो मैं क्या करूं मैं आपूर्ति वोल्टेज रेल की एक जोड़ी का उपयोग करता हूं एक कम आपूर्ति वोल्टेज के लिए है और अन्य उच्च आपूर्ति वोल्टेज के लिए है तो जिस ब्लॉक को तेजी से चलाना चाहिए उन्हें उच्च आपूर्ति वोल्टेज के साथ फीड किया जाता है और जिन ब्लॉकों को धीमी गति से चलना चाहिए उन्हें कम आपूर्ति वोल्टेज के साथ फीड किया जाता है और यह स्थिर तरीके से किया जाता है जिसका अर्थ है हमेशा फिक्स होता है यह वितरण हमेशा नियत रहता है लेकिन आप इस अतिरिक्त बिजली नेटवर्क को देख सकते हैं यह राउटिंग की गई हैएक ही बिजली की आपूर्ति वोल्टेज के बजाय अब हमारे पास दो बिजली आपूर्ति वोल्टेज हैं इसलिए अतिरिक्त बिजली वितरण नेटवर्क की आवश्यकता होती है पावर रूटिंग अधिक जटिल बन जाता है और हम इसे थोड़ा बाद में देखेंगे कुछ मुद्दे हैं कहते हैं इसलिए जब भी आप इस ब्लॉक से सर्किट के आउटपुट को ड्राइव कर रहे हैं इस ब्लॉक में एक सर्किट के इनपुट के लिए आप देखते हैं कि ये दो सर्किट दो अलग अलग वोल्टेज पर काम कर रहे हैं तो कभी कभी कुछ वोल्टेज स्तर के अनुवाद की आवश्यकता हो सकती है तो आपको इनइंटरफेस के लिए कुछ विशेष देखभाल की आवश्यकता है अब हम डायनेमिक अप्रोच को देखते हैं हम कह रहे हैं कि हम ऑपरेटिंग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को समायोजित कर रहे हैं न केवल वोल्टेज बल्कि फ्रीक्वेंसी भी दोनों हम प्रदर्शन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डायनामिकली रूप से समायोजित कर सकते हैं आम तौर पर कहें तो अगर आप आधुनिक दिन के प्रोसेसर के आर्किटेक्चर और निर्देशों को देखते हैं तो आप पाएंगे कि प्रोसेसर में कई पावर मोड हैं पहले देखें कि प्रोसेसर बिजली के बारे में चिंतित नहीं थे लेकिन अब ज्यादातर प्रोसेसर जो बाजार में आ गए हैं का मतलब है कि लैपटॉप में भी आपने देखा होगा कि लैपटॉप में कई पावर मोड हैं आप उनमें से एक को सेट कर सकते हैं यह संभव है क्योंकि प्रोसेसर इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन का समर्थन करता है आप प्रोसेसर को बता सकते हैं कि मुझे उच्च प्रदर्शन मोड चाहिए या मुझे कम प्रदर्शन चाहिए लेकिन अधिक बैटरी मोड इसका मतलब है मैं बैटरी से कम ऊर्जा का उपभोग करना चाहता हूं मैं उस तरह लंबे समय तक चलना चाहता हूं तो दो मोड हो सकते हैं कई मध्यवर्ती स्तर भी हो सकते हैं एक चरम में कहें तो यह उच्च प्रदर्शन मोड हो सकता है जहां मैं कहता हूं उच्चतर बिजली की आपूर्ति वोल्टेज है और निश्चित रूप से ऑपरेशन की उच्च फ्रीक्वेंसी भी आपके पास पावर सेविंग मोड हो सकता है कम आपूर्ति वोल्टेज संचालन की कम फ्रीक्वेंसी कई मध्यवर्ती स्तर भी हो सकते हैं तो यह डायनेमिक अप्रोच लचीलापन प्रदान करता है क्योंकि उपयोगकर्ता और आपके द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के आधार पर आप पावर स्तर या प्रदर्शन स्तर को सही समायोजित कर सकते हैं लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप पुन संयोजन कर रहे होते हैं तो एक मोड से दूसरे मोड पर स्विच करना कई मिलीसेकंड ले सकता है इसलिए आपको इन ट्रांसिशन्स को बहुत बार नहीं करना चाहिए यह आपको याद रखना चाहिए निश्चित रूप से आपको इसे लागू करने के लिए कुछ अतिरिक्त तर्क की आवश्यकता होगी अब वास्तव में यहाँ हम कह रहे हैं कि यह मल्टीपल वोल्टेज वास्तव में एक चिप पर कैसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है आप देखते हैं कि आपके पास कुछ वोल्टेज आईलैंड हो सकते हैं जैसे हम एक मानक सेल प्रकार के प्लेसमेंट को देखते हैं जहां ये सेल पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं यह नारंगी और नीला ये दो अलग अलग वोल्टेज स्तरों को इंगित कर सकते हैं नारंगी VDD को उच्च सिग्नल दे सकता है नीला VDD को लो इंगित कर सकता है तो सभी सेल्स जिन्हें उच्च प्रदर्शन के लिए माना जाता है उन्हें इन नारंगी पंक्तियों में रखा जाएगा और निम्न प्रदर्शन को नीले रंग की पंक्तियों में रखा जाएगा ठीक है एक ASIC में या एक पूर्ण कस्टम डिजाइन में भी आपके पास एक ही तरह की फिलासफी हो सकते हैं या आपके मनमाने ब्लॉक हो सकते हैं उनमें से कुछ नीले ब्लॉक हैं उनमें से कुछ नारंगी ब्लॉक हैं आप उन्हें अपनी चिप में रख सकते हैं जहाँ आपको आवश्यकता हो अब यदि आप इसे सामान्य करना चाहते हैं तो आप विभिन्न वोल्टेज की अनुमति दे सकते हैं इन्हें आईलैंड विभिन्न वोल्टेज आईलैंड कहा जाता है इस तरह एक ही पंक्ति में भी अलग अलग आईलैंड हो सकते हैं तो समान मानक सेल पंक्ति में भी आप निम्न प्रदर्शन के रूप में कुछ कर सकते हैं कुछ उच्च प्रदर्शन वोल्टेज की आपूर्ति में भिन्नता है लेकिन निश्चित रूप से अगर आप इसे लागू करते हैं तो इस वोल्टेज को लागू करने की समस्या अधिक कठिन हो जाएगी अगर आप उन्हें साथ में मिलाते हैं इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपको एक लेबल कनवर्टर की आवश्यकता हो सकती है इसलिए जब भी आप सर्किट को कम आपूर्ति वोल्टेज से सर्किट को उच्च आपूर्ति वोल्टेज या उच्च गति पर चला रहे हों या वॉइस वेरसा इसलिए मैं इस सर्किट के विस्तार में नहीं जा रहा हूं इसलिए मैं केवल यह संकेत दे रहा हूं कि जब भी आपके पास एक सर्किट होता है जो एक उच्च आपूर्ति वोल्टेज पर काम कर रहा होता है लेकिन आप इसे एक ऐसे सर्किट से फीड कर रहे हैं जो कम आपूर्ति वोल्टेज से काम कर रहा था तब भी जब यह VDDL चालू होता है तो हम कहते हैं उच्च 1 इसलिए यह VDDH के बराबर नहीं है यह कम है तो VDDH फिर यह ट्रांजिस्टर अभी भी कमजोर हो सकता है और एक छोटा करंट प्रवाह हो सकता है इसलिए लेबल ट्रांसलेशन को करने के लिए आपके पास कई संभावित सर्किट हैं जैसे पहला सर्किट कहता है कि आपके पास एक सर्किट है जहां आपको दो आपूर्ति वोल्टेज की आवश्यकता होती है एक गेट कम आपूर्ति वोल्टेज के साथ काम कर रहा है लेकिन इस सर्किट में हमारे पास एक एकल आपूर्ति वोल्टेज है तोइस सर्किट में हमारे पास एकल सप्लाई वोल्टेज है आप इस सर्किट में से एक का उपयोग इस लीकेज करंट को न बढ़ाते हुए वोल्टेज रूपांतरण को पूरा करने के लिए कर सकते हैं क्योंकि यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो यह रिसाव एक बड़ा मुद्दा होगा और यहां मैं समाधान दे रहा हूं जहां आप इस निम्न और उच्च VDD ब्लॉकों को एक ही पंक्तियों में मिला सकते हैं जैसे आप एक पावर ग्रिड की तरह कुछ परिभाषित कर रहे हैंवर्टिकली आप कई तारों को चला रहे हैं अल्टरनेटिवली कहें VDD को निम्न उच्च निम्न उच्च निम्न उच्च और आप इस ब्लॉक को इस तरह से जगह देते हैं वे वोल्टेज ग्रिड के साथ संरेखित होते हैं जिसके साथ आप उन्हें एक बार नारंगी की तरह पावर देना चाहते हैं उनके पास यह VDDH रेल उनके द्वारा जाती है नीले रंग के एक बार उनके पास कम से कम एक VDDL होना चाहिए यह रेल उनके माध्यम से चल रही है और इसी तरह तो यह एक ऐसी रणनीति है जिसमें आप भटक रहे हैं या आप एकीकृत कर रहे हैं आप इन विद्युत स्तरों सेल प्लेसमेंट के साथ कई वोल्टेज स्तर कह सकते हैं आप वोल्टेज आईलैंड्स के निर्माण के साथ प्लेसमेंट को एकीकृत कर रहे हैं इसलिए नेटलिस्ट स्तर पर आप यह परिभाषित कर रहे हैं कि इस सेल में से कौन सी उच्च आपूर्ति वोल्टेज के साथ काम कर रही है और कौन सी सेल्स कम आपूर्ति वोल्टेज के साथ काम कर रही होंगी और तदनुसार आप निर्णय लेते हैं और हां यह बहुत लचीली बात है आप पूरे काम को डायनामिकली करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज स्केलिंग जो आप डायनामिकली कर रहे हैं और ऐसा करके आप अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रोसेसर के प्रदर्शन स्तर को समायोजित कर सकते हैं अब जिस कारक को ध्यान में रखा जाता है वह कुछ इस तरह होता है जैसे आप देखते हैं आपके पास मिलने वाले सर्किट में कुछ टाइमिंग कंस्ट्रेंट है जैसे मेरे पास एक सर्किट है जो डेल्टा की डिले के बाद आउटपुट का उत्पादन करना चाहिए अपने डिजाइन में मान लीजिए आपने इसे इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप एक तेज़ क्लॉक को लागू कर रहे हैं आउटपुट डेल्टा की तुलना में बहुत पहले उत्पन्न होता है यह निश्चित रूप से आपके सही होने के बिंदु से समस्या नहीं है लेकिन पावर डिसेप्शन के दृष्टिकोण से अनावश्यक रूप से आप कम पावर का उपभोग कर रहे हैं क्योंकि आप उच्च फ्रीक्वेंसी या उच्च VDD के साथ उस सर्किट का संचालन कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप उत्पादन में थोड़ी डिले कर सकते थे तो विचार यह है कि आप फ्रीक्वेंसीयों को एक स्तर तक धीमा कर देते हैं जो कि आपके द्वारा सही समय पर आवश्यक समय बजट के भीतर आउटपुट का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त है यह वही है जिसका उल्लेख यहां किया गया है वह हमेशा सबसे कम आपूर्ति वोल्टेज पर चलता है जो टाइमिंग कंस्ट्रेंट को पूरा करता है तो आपके पास दो दृष्टिकोण हो सकते हैं एक यह है कि आप केवल फ्रीक्वेंसी डायनामिक फ्रीक्वेंसी स्केलिंग को समायोजित कर रहे हैं यह देखें कि क्या आप फ्रीक्वेंसी को समायोजित करते हैं आप केवल शक्ति को बचा रहे हैं लेकिन ऊर्जा को नहीं क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी को घटा या बढ़ा सकते हैं यदि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो आप तेजी से एक संगणना समाप्त कर सकते हैं यदि आप फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो आप गणना धीमा कर देंगे लेकिन एक सर्किट में होने वाले ट्रांजिशन की संख्या समान रहेगी तो कुल ऊर्जा नहीं बदलेगी इंस्टैन्टेनियस पावर या एवरेज पावर हो सकती है क्योंकि आप इसे लंबे समय तक कर रहे हैं एवरेज पावर कम होगी लेकिन पवन की मात्रा बैटरी से प्राप्त होगी जो ऊर्जा है यह नहीं बदलेगी लेकिन अगर आप दोनों डायनामिक वोल्टेज स्केलिंग प्लस डायनामिक फ्रीक्वेंसी स्केलिंग करते हैं क्योंकि अगर आप वोल्टेज स्केलिंग करते हैं तो ऊर्जा भी शिफ्ट होगी ना कि केवल पावर क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ आप बस बैटरी से करंट खींचने की प्रक्रिया को धीमा कर रहे हैं लेकिन वोल्टेज स्केलिंग द्वारा आप करंट के परिमाण को कम कर रहे हैं जिसका अर्थ है कि आप ऊर्जा की बचत कर रहे हैं Refer Slide Time 2436 तो हम इसे देखते हैं तो सिस्टम जो डायनामिक वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी स्केलिंग को जोड़ती है इसलिए मैं एक विशिष्ट प्रणाली के बारे में बता रहा हूं इसके लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होगी तो यह एक प्रोग्राम योग्य क्लॉक जनरेटर की आवश्यकता हो सकती है जो आमतौर पर एक चरण लॉक लूप कंट्रोल सर्किट पर आधारित होता है तो सिस्टम में से एक में क्लॉक की फ्रीक्वेंसी एक विस्तृत श्रृंखला पर नियंत्रणीय थी 200 से 700 मेगाहर्ट्ज़ 33 मेगाहर्ट्ज़ के इंक्रीमेंट हैं तो आप देखते हैं कि आपके लिए एक विस्तृत डिज़ाइन स्थान उपलब्ध है आप क्लॉक की फ्रीक्वेंसी को कई अलग अलग स्तरों पर सेट कर सकते हैं इसी प्रकार आपके पास एक बिजली आपूर्ति नेटवर्क भी है जो प्रोग्राम करने योग्य है जो न्यूनतम VDD मान सेट कर सकता है उस सिस्टम में यह 32 स्तरों में 11 से 16 वोल्ट तक है आप वोल्टेज को बीच में कई स्तरों पर सेट कर सकते हैं तो फिर से यहां भी आप वोल्टेज को बदल सकते हैं और साथ ही फ्रीक्वेंसी को काफी ठीक से नियंत्रित कर सकते हैं और तीसरा जैसा कि मैंने कहा कि एक प्रोसेसर में कुछ निर्देश होंगे जिनका उपयोग इस वोल्टेज या क्लॉक के स्तर को सेट करने के लिए किया जा सकता है ये कुछ हार्डवेयर निर्देश हैं हार्डवेयर स्तर के निर्देश और एक कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को इन चीजों को शुरू करने या प्रोग्रामिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है ताकि यह आवश्यक फ्रीक्वेंसी और आपूर्ति वोल्टेज की स्थापना करेगा जैसे कि कार्य पूरा करने की समय सीमा प्राप्त हो सके इसलिए यदि किसी सिस्टम में भारी लोड हो रहा है तो OS यह पता लगाता है कि यह तेजी से चलने के लिए और VDD के स्टेबल हो जाने के बाद VDD को रैंप अप या बढ़ा सकता है यह क्लॉक की फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा सकता है तो संचालन तेजी से किया जा सकता है लेकिन दूसरी तरफ अगर सिस्टम एक हल्के लोड पर चल रहा है फिर आप पहले क्लॉक को धीमा कर सकते हैं फिर जब PLL नई फ्रीक्वेंसी को लॉक करता है तो आप VDD को धीमा कर सकते हैं यह आमतौर पर किए गए परिवर्तनों का क्रम है ठीक है अब लीकेज रिडक्शन की तकनीकों के बारे में बात करते हुए विभिन्न तरीके हैं जो संभव हैं इसलिए मैं इसके बहुत विवरण में नहीं जा रहा हूं मैं आपको विचार दे रहा हूं तो आप ट्रांजिस्टर स्टैकिंग ड्यूल थ्रेशोल्ड पार्टिशनिंग नामक तकनीक का उपयोग कर सकते हैं या आपके पास वैरिएबल थ्रेसहोल्ड हो सकते हैं आइए देखते हैं कि यह क्या हैं ट्रांजिस्टर स्टैकिंग का मतलब है कि आप एक विशिष्ट सीएमओएस सर्किट में देखते हैं आपके पास इस ट्रांजिस्टर के कई हैं जो एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं विचार बहुत सरल है इसलिए यदि आपके पास एक सर्किट है जहां एक आउटपुट नोड या एक VDD नोड से आपके पास ट्रांजिस्टर की कुछ संख्या उन्हें ग्राउंड करने के लिए है तो लीकेज करंट अधिक होगा क्योंकि इनमें से प्रत्येक ट्रांजिस्टर बंद होने पर भी उनमें किसी प्रकार का लीकेज रजिस्टेंस होता है जो आमतौर पर बहुत अधिक होता है लेकिन अगर समानांतर में ऐसे ट्रांजिस्टर हैं तो इस लीकेज करंट को समानांतर रास्ते मिलेंगे और प्रभावी लीकेज करंट बढ़ जाएगी लेकिन अगर आपके पास श्रृंखला में कई ट्रांजिस्टर हैं जिसे स्टैकिंग कहा जाता है तो समग्र रजिस्टेंस कुछ होगा इन सभी ट्रांजिस्टर के बंद प्रतिरोध जिसके परिणामस्वरूप कम लीकेज करंट फ्लो होगा सरल यह मूल विचार है इसलिए यदि आपके पास एक सर्किट है जहां श्रृंखला में इस तरह का एक ट्रांजिस्टर स्टैकिंग है तो कुल लीकेज चालू कम हो जाएगा यह बहुत स्पष्ट है और यह एक बहुत लोकप्रिय तकनीक भी है जिसका उपयोग किया जाता है आप देखते हैं कि सबसे अधिक ट्रांजिस्टर कब बनाए जाते हैं इसलिए विभिन्न क्षेत्रों के डोपिंग स्तरों को बदलकर आप ट्रांजिस्टर के थ्रेसहोल्ड वोल्टेज को बदल सकते हैं तो ट्रांजिस्टर के थ्रेसहोल्ड वोल्टेज का सही उपकरणों की गति पर सीधा प्रभाव पड़ता है इस दृष्टिकोण के पीछे मूल विचार है तो हम कह रहे हैं कि हमारे सर्किट नेटलिस्ट में बड़ी संख्या में ट्रांजिस्टर शामिल हो सकते हैं इनमें से कुछ ट्रांजिस्टर जिन्हें हम कम सीमा के रूप में वर्गीकृत कर रहे हैं कुछ ट्रांजिस्टर उच्च सीमा के रूप में कम थ्रेशोल्ड वाल्टेज तेजी से चलते हैं लेकिन वे अधिक लीकेज चालू करते हैं तो एक ट्रेडऑफ बंद है इसलिए आम तौर पर सर्किट के उन हिस्सों के लिए जहां मुझे उच्च गति की आवश्यकता नहीं है मैं ट्रांजिस्टर को उच्च थ्रेशोल्ड ट्रांजिस्टर पर सेट करूंगा क्योंकि कम से कम मेरा लीकेज करंट कम होगा लेकिन सर्किट या पुर्जों के लिए जो क्रिटिकल पथ में आते हैं मैं चाहता हूं कि वे जितनी तेजी से काम करें मैं उन ट्रांजिस्टर को कम थ्रेशोल्ड के रूप में परिभाषित करता हूं तो इस तरह से मैं 2 सेट में ट्रांजिस्टर के कुछ प्रकार का विभाजन कर सकता हूं उच्च गति और कम गति क्रिटिकल पथ और सर्किट की डिले आवश्यकताओं का विश्लेषण करके ताकि मेरा सर्किट एक कुशल तरीके से काम करे और फिर भी कम बिजली का उपभोग करे इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि हम ट्रांजिस्टर के विभाजन को दो समूहों में परिभाषित करते हैं मूल उद्देश्य क्रिटिकल पथ की डिले को कम करना है और निश्चित रूप से समग्र बिजली की खपत को निम्न स्तर पर रखना है और सामान्य तौर पर आपके पास वेरिएबल थ्रेसोल्ड ट्रांजिस्टर हो सकते हैं यहां देखें कि आपके पास एक ऐसी तकनीक है जहां न केवल दो थ्रेसहोल्ड हैं आप थ्रेशोल्ड को एक अंतिम स्तर से कई स्तरों पर समायोजित कर सकते हैं इसलिए यह करना बहुत मुश्किल नहीं है यदि आप एक ट्रांजिस्टर के सब्सट्रेट बायस वोल्टेज को बदल सकते हैं यदि आपके पास उस वोल्टेज को बदलने के लिए एक तंत्र है तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बदल जाएगा यह दृष्टिकोण के पीछे मूल विचार है इसलिए यह बिंदु पहले ही कह चुका है कि यदि आप VTH कम करते हैं तो आपके ट्रांजिस्टर तेजी से बढ़ते हैं लेकिन आपका लीकेज करंट काफी तेजी से बढ़ता है VTH कम करने से भी कमी आती है एक ट्रांजिस्टर को तेज बनता है ये दो चीजें हैं जिनका मैंने पहले ही उल्लेख किया है तो दृष्टिकोण इस तरह से काम करता है आपके पास ये ट्रांजिस्टर हैं यह सब्सट्रेट जिसे आप दो वोल्टेज स्रोतों से जोड़ते हैं V सब्सट्रेट बायस आप उन्हें सब्सट्रेट बायस वोल्टेज कहते हैं P ट्रांजिस्टर के लिए एक N ट्रांजिस्टर के लिए एक तो हम बॉडी के बायस वोल्टेज को बदलकर थ्रेशोल्ड वोल्टेज में बदलाव करते हैं अब यह ग्राफ वास्तव में आपको दिखाता है कि सब्सट्रेट बायस वोल्टेज को बदलकर आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज 04 वोल्ट से लगभग 09 वोल्ट तक एक विस्तृत श्रृंखला में बदल सकते हैं इसलिए रन टाइम के दौरान आपके पास इन वोल्टेज को बदलने के लिए फिर से कुछ निर्देश हो सकते हैं ताकि आप ट्रांजिस्टर के थ्रेशोल्ड वोल्टेज को समायोजित कर सकें ताकि उन्हें या तो तेज या धीमी गति से चलाया जा सके तो यह फिर से डिजाइन के नए आयाम खोलता है जिस तरह से आप अपने ट्रांजिस्टर स्तर की नेटलिस्ट डिजाइन कर रहे हैं जिस तरह से आप उन्हें प्रोग्रामिंग करेंगे उन्हें विभाजित करेंगे थ्रेसहोल्ड समायोजित करेंगे इसलिए चुनौतियों का एक नया सेट है जो आता है यहां अगर आपके पास यह फ्लैक्सिबिलिटी है लेकिन यहाँ एकमात्र समस्या यह है कि यदि आप इस तरह की सुविधा चाहते हैं तो आपका निर्माण थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि पारंपरिक CMOS फैब्रिकेशन के लिए डबल वेल फैब्रिकेशन प्रोसेस की जरूरत होती है अब हमें ट्रिपल वेल फैब्रिकेशन प्रोसेस की जरूरत होती है जो फैब्रिकेशन की लागत को बढ़ाता है और अंत में हमने एक विधि पर चर्चा की जिसे स्लीप ट्रांजिस्टर का उपयोग करके पावर गेटिंग कहा जाता है इसलिए यह विचार बिल्कुल सरल है कि आप सामान्य रूप से देखते हैं कि हमारे पास यह VDD और VSS है ये दो बिजली आपूर्ति वोल्टेज हैं जो गेट्स को चला रहे हैं अब हमारे पास निचले स्तर के VDV और VSSV में एक सहायक वोल्टेज है तो हम जो कह रहे हैं वह यह है कि कभी कभी हम इस SL को 1 पर सेट करके इन ट्रांजिस्टर को सक्रिय करके इस सर्किट को स्लीप मोड में सेट कर सकते हैं इसलिए यदि आपने SL से 1 ट्रांजिस्टर के साथ साथ इन ट्रांजिस्टर को बंद कर दिया जाएगा तो अब यह सर्किट इस लो वोल्टेज द्वारा संचालित होगा तो यह पावर डाउन मोड की तरह है इसलिए यदि हम स्लीप के लिए सर्किट लगा सकते हैं जहां आप अभी कोई गणना नहीं कर रहे हैं तो बिजली की खपत को काफी कम किया जा सकता है अब देखें कि कुछ सर्किट स्टोरेज एलिमेंट भी हो सकते हैं फ्लिप फ्लॉप इसलिए आप वास्तव में VDD को बंद नहीं कर सकते इसलिए यदि आप VDD को बंद करते हैं तो मेमोरी एलिमेंट में संग्रहीत आपका डेटा खो सकता है इसलिए पावर डाउन मोड में होना बेहतर है जहां आप केवल वोल्टेज स्तर को कम करते हैं डेटा स्टोरेज को बनाए रखें लेकिन जब भी आपको फिर से आवश्यकता हो आप फिर से वोल्टेज का जैक करें और इसका उपयोग करना शुरू करें यह मूल रूप से स्लीप ट्रांजिस्टर का उपयोग करके पावर गेटिंग से है और एक चिप स्तर में आप इसे आसानी से लागू कर सकते हैं आपके पास कुछ पावर स्विच स्टैंडर्ड सेल्स में एम्बेडेड हो सकते हैं ये स्टैंडर्ड सेल्स की पंक्तियाँ हैं आपके पास कुछ इस तरह के स्विच एम्बेडेड हो सकते हैं तो इस स्विच का उपयोग करके आप इन स्लीप ट्रांजिस्टर को चालू और बंद कर सकते हैं तो यह तकनीक यदि उचित तरीके से उपयोग की जाती है तो यह प्रदर्शित किया गया है कि आप 1000 गुना अधिक तक बिजली कम कर सकते हैं तो यह उस अर्थ में बहुत अच्छा डिज़ाइन है पावर को नियंत्रित करने के लिए अच्छा डिज़ाइन फिलासफी लेकिन निश्चित रूप से इसके लिए बहुत विश्लेषण की आवश्यकता होती है सर्किट स्तर का विश्लेषण और गणना यह पता लगाने के लिए कि वे कौन से ब्लॉक हैं जहां आपको इस स्लीप मोड को लागू करने या शामिल करने की आवश्यकता है तो इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं इसलिए हम अपने अगले व्याख्यानों में पावर को कम करने के लिए कुछ अन्य तकनीक जारी रखते हैं धन्यवाद